छात्रों का स्वागत है तो हम मास्टर बजट के बारे में जानने की प्रक्रिया में हैं पिछली कक्षा में हमने एक छोटा मामलाछोटा सा मामला पूरा किया और इस बारे में सीखा कि मास्टर बजट कैसे तैयार किया जाता हैहमने अलग अलग अनुसूचियां से शुरू करते हुए और फिर हमने परिचालन बजट के अंत के तौर पर बजटीय आय विवरण के साथ समाप्त किया और फिर बजटीय बैलेंस शीट वित्तीय बजट के एक भाग के रूप में अंतिम विवरण के तौर पर इसलिए मतलब की इस मुद्दे पर आगे और स्पष्ट करने के लिए मैं एक और मामले पर चर्चा करूंगा मैं लगभग समान प्रकृति के एक और मामले को हल करूंगा पिछले वाले की तुलना में थोड़ा सा अलग क्योंकि पीडीएफ फ़ाइल जो आपके संदर्भ के लिए यहां दी गई है में दो मामले हैं दो छोटे मामले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों मामलों को लिया गया है यदि आप इन दोनों मामलों को समझने में सक्षम हैं तो आपको पूरी तरह से संपूर्ण स्पष्ट होगा मतलब कि बजट बनाने और बजट या बजटीय प्रक्रिया का उपयोग करने की प्रक्रिया या बजट प्रक्रिया प्रबंधन निर्णय लेने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में या कह सकते हैं कि शायद किसी संगठन प्रबंधन नियंत्रण प्रक्रिया में शुरू करने के बारे में तो उसके बाद सैद्धांतिक या इसे बजट का वैचारिक भाग कह सकते हैं को जानकर अब हम मामलों पर हैं छोटे छोटे मामले हम एक मामले पर चर्चा कर रहे हैं मैंने चर्चा कर ली है पिछली कक्षा में ही समाप्त कर दिया है अब मैं एक नया मामला उठाऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था यह उस के समान है लेकिन कुछ अंतर हैं तो हम इस मामले को भी विस्तार से शुरू से अंत तक हल करेंगे हम बिक्री का पूर्वानुमान शुरू करेंगे और एक बजटीय बैलेंस शीट के साथ समाप्त करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं महत्वपूर्ण भाग क्या हैं कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जोकि बजट प्रक्रिया के संबंध में हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए और अंत में हम इस बारे में जान सकते हैं कि प्रबंधकीय निर्णय में और संगठनात्मक प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संगठन के फैसले और संगठनात्मक प्रदर्शन के लिए बजट या बजटीय प्रक्रिया को प्रबंधकों द्वारा कैसे उपयोग किया जा सकता है है ना तो यह एक मामला है सबसे पहले हम इस मामले को समझते हैं कि मामला क्या है और इस मामले की क्या आवश्यकताएं हैं इसलिए यदि आप फिर से इस पर जाते हैं तो आप इसे हमारे बारे में एक मामले के रूप में ले सकते हैं यह अमेरिकी कंपनी यहां इस्तेमाल की गई मौद्रिक इकाइयों में दी गई जानकारी फिर से डॉलर में है और जो कुछ भी हो चाहे यह डॉलर हो यह रुपए में हो या यह किसी भी बाजार से संबंधित हो अंततः बजटीय प्रक्रिया एक जैसी ही रहने वाली है तो आइए हम समझते हैं कि इस मामले में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं ताकि यदि हम मतलब कि यदि आप मामले की आवश्यकताओं के साथ स्पष्ट हैं यदि आप मामले में दी गई जानकारी के साथ स्पष्ट हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस मामले में दी गई जानकारी के आधार पर विस्तृत बजट बनाना बहुत आसान होगा इसलिए मैं सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा तो यहां जो दिया गया है वह विक्टोरिया है विक्टोरिया काइट कंपनी एक छोटी मेलबोर्न फर्म है जो वेब पर पतंग बेचती है अगले तीन महीनों के लिए एक मास्टर बजट चाहती है ठीक 1 जनवरी 2005 से यह प्रत्येक माह 5000 डॉलर जोकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है के न्यूनतम नकद शेष की इच्छा रखती है पिछले मामले में न्यूनतम आवश्यकता क्या थी वह 25000 डॉलर था इस मामले में 5000 डॉलर बिक्री औसतन 8 डॉलर प्रति पतंग की थोक बिक्री मूल्य पर पूर्वानुमानित है प्रति डॉलर बिक्री मूल्य यह है कि 8 डॉलर प्रति पतंग है जनवरी में विक्टोरिया पतंग बस समय से शुरू हो रही है जे आई टी यह सामग्री प्रबंधन की एक तकनीक है जिसका अर्थ है कि आपूर्तिकर्ताओं से जे आई टी वितरण मतलब है कि ख़रीद बिक्री के समान होने की उम्मीद है जे आई टी मूल रूप से एक सामग्री प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग कंपनियां अतिरिक्त सामग्री की लागत या अतिरिक्त सामग्री के भंडारण की लागत को कम करने के लिए करती हैं और साथ ही समग्र लागत को भी इसलिए यदि आप जे आई टी का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उन सामग्रियों का अधिक भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है बड़े पैमाने पर हम फर्म मेंसंगठन में एक प्रणाली बनाते हैं कि एक जगह से सामग्री का एक ट्रक भर के कच्चे माल के साथ आता है जो कि संयंत्र में जाता है और फिर तैयार उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और तैयार उत्पाद बाजार में चला जाता है लेकिन जे आई टी के तहत इस मामले में भी अतिरिक्त सामग्री का स्तर शून्य से नीचे नहीं आता है कुछ न्यूनतम अतिरिक्त सामग्री को बनाए रखना होता है जिसे रखा जाना चाहिए लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अतिरिक्त सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवस्था कच्चे माल की उपलब्धता कच्चे माल जो कि हम उपयोग करते हैं के प्रकार पर निर्भर करता है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संयंत्र में या कहे तो उत्पादन इकाई स्तर पर सामग्री की कोई कमी न हो और अगर कच्चे माल या तैयार उत्पादों की बड़ी मात्रा में अतिरिक्त सामग्री रखे बिना प्रदर्शन दिखाना संभव है तो यह हमेशा बेहतर होता है क्योंकि यह उत्पादन की समग्र लागत को कम करता है क्योंकि किसी भी तरह से सामग्री की लागत होती है यह उत्पादन की लागत को बढ़ाता है और यदि उत्पादन की लागत अंततः बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी और उत्पाद बाजार में कम प्रतिस्पर्धी रहेगा तोइस फर्म का यह विचार है कि वे जस्ट इन टाइम सामग्री प्रबंधन प्रणाली को शुरू करना चाहते हैं इसलिए वे फर्म में अतिरिक्त सामग्री के स्तर को कम करना चाहते हैं इसलिए यह स्पष्ट रूप से यहां दिया गया है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं जिसका अर्थ है कि ख़रीददारी अनुमानित बिक्री के बराबर है तो वे कोई भी अतिरिक्त सामग्री को नहीं रखेंगे इसलिए ख़रीददारी बिक्री के अनुसार होगी 1 जनवरी को ख़रीददारी बंद हो जाएगी जब तक कि अतिरिक्त सामग्री 6000 डॉलर तक नहीं पहुंच जाती मतलब कि अगर आप यहां दी गई इस तालिका को देखें I उदाहरण के लिए यदि आप देखें मान लीजिए समापन अतिरिक्त सामग्री को जो कि हमें यहां अतिरिक्त सामग्री दी गई है जो हमें इस विवरण में दी गई हैं यह बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2004 में संपत्ति और 31 दिसंबर 2004 में देनदारियां यदि आप अतिरिक्त सामग्री का स्तर जो यहां दी गई है को देखते हैं तो यह 39050 डॉलर की अतिरिक्त सामग्री है जो बहुत अधिक है तो वे आने वाले समय में अतिरिक्त सामग्री की इतनी मात्रा रखना चाहते हैं इसलिए अंत में अतिरिक्त सामग्री का स्तर वे इसे लगभग 40000 डॉलर से 6000 डॉलर तक लाना चाहते हैं इसलिए तब तक कोई ख़रीददारी नहीं होगीसही है व्यापारिक लागत प्रत्येक पतंग के लिए औसतन 4 डॉलर है मतलब की उत्पादन लागत बिक्री का सिर्फ 50 प्रतिशत है किसी भी महीने के दौरान ख़रीद का भुगतान अगले महीने के दौरान पूर्ण रूप से किया जाता है और अभी ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिन्हें आपको बजट को तैयार करते समय ध्यान में रखना होगा हम बिक्री कैसे कर रहे हैं विभिन्न महीनों में कितना बिक्री राजस्व अनुमानित है उन बिक्री के लिए भुगतान कैसे किया जाता है मतलब कि उत्पादन की लागत कैसे निकाली जाती है और उत्पादन की लागत के विभिन्न घटक है जैसे सामग्री और फिर अन्य महत्वपूर्ण खर्च इसलिए बजट तैयार करते समय या बजट तैयार करने से पहले आपके दिमाग में यह स्थितियाँ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि सभी बिक्री उधार पर हैं सभी बिक्री उधार पर हैं पिछले मामले में हमने देखा कि 10 प्रतिशत बिक्री नकदी पर है और 90 प्रतिशत उधार पर इस मामले में 100 प्रतिशत बिक्री उधार पर है 30 दिनों के भीतर देय या कहें कि सभी बिक्री 30 दिनों के भीतर देय उधार पर हैं या इस फर्म द्वारा 30 दिनों के भीतर प्राप्य है इसका मतलब है कि वे अपना कुल उत्पादन 30 दिनों की उधार अवधि पर बेचते हैं लेकिन अनुभवों से पता चला है कि वर्तमान महीने की 60 प्रतिशत बिक्री वर्तमान महीने में संग्रहनिय होती है वर्तमान माह की 60 प्रतिशत बिक्री वर्तमान माह में संग्रहनिय होती है अगले महीने में 30 प्रतिशत और उसके बाद के महीने में 10 प्रतिशत की वसूली की जाती है तो यह तरीका है कि आपको अपने कुल बिक्री संग्रह भाग को कैसे वितरित करना है इसलिए पहले हमें बिक्री के लिए अनुसूची तैयार करनी होगा जोकि सौ प्रतिशत उधार पर है और दूसरी अनुसूची हम तैयार करेंगे जो बिक्री संग्रह के लिए है और बिक्री संग्रह में ये तीन प्रतिशत या ये तीन शर्तें लागू होंगी जहां हम कह सकते हैं कि वर्तमान महीने में 60 प्रतिशत वर्तमान बिक्री एकत्र की जाती है और अगले महीने 30 प्रतिशत और इसके बाद के महीने में 10 प्रतिशत तो ये ध्यान में रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं बुरा उधार ना के बराबर हैं कोई भी बुरा उधार नहीं है आपको किसी भी बुरे उधार को नहीं मानकर चलना है क्योंकि आम तौर पर जब हम उधार पर बेचते हैं तो व्यवसायों में हमेशा यह उम्मीद की जाती है कि उधार बिक्री का वह हिस्सा जो अप्रतिलभ्य होगा तो वे बुरे उधार में बदल जाएंगे सही यही कारण है कि फर्म बाजार में उधार पर बिक्री नहीं करते हैं वे नकदी पर बेचते हैं लेकिन चूंकि यह हमेशा संभव नहीं है कि कोई भी हमेशा नकद व्यवसाय करें नकदी पर 100 प्रतिशत व्यापार इसलिए उन्हें उधार पर देना होगा और जब वे उधार देते हैं तो बिक्री का कुछ हिस्सा अप्रतिलभ्य हो जाता है जिसे उधार माना जाता है इस मामले में यह माना जाता है यह दिया जाता है कि कोई बुरा उधार नहीं होने वाला है और उधार बिक्री की 100 प्रतिशत वसूली होगी चाहे सभी बिक्री उधार पर हैं ठीक है अब हमें मासिक परिचालन खर्च निम्नानुसार दिया गया है उत्पादन की लागत के अलावा ये अलग अलग खर्च हैं यहाँ मासिक खर्च दिए गए हैं वेतन और मजदूरी 15000 डॉलर प्रति माह हैं बीमा 125 डॉलर प्रति माह है मूल्यह्रास 250 डॉलर प्रति माह है विविध खर्च 2500 डॉलर प्रति महीने किराया 250 डॉलर प्रति माह 250 डॉलर प्रति माह के साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि 10000 से अधिक तिमाही बिक्री का 10 प्रतिशत इसलिए हमें त्रैमासिक बिक्री बिक्री तीन महीने के लिए देखना होगासही है उदाहरण के लिए इस मामले में हम जनवरी फरवरी मार्च के लिए बजट तैयार करने जा रहे हैं तो 10000 डॉलर की बिक्री के अतिरिक्त ऊपर कुल त्रैमासिक बिक्री क्या है और उस बिक्री का 10 प्रतिशत भी आगे जमा किया हुआ किराए का मूल्य होगा तो न्यूनतम 250 प्रति माह है साथ ही तिमाही बिक्री के 10000 से ऊपर अतिरिक्त का 10 है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है जिसे आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा फिर आगे की जानकारी यह है कि 1500 डॉलर के लिए नकद लाभांश का भुगतान तिमाही में किया जाना है यह फिर से एक नकदी बाहरी प्रवाह है जिसे उन्हें नकद बजट तैयार करते समय ध्यान रखना है जो 15 जनवरी से शुरू होता है और पिछले महीने की 15 तारीख को घोषित किया जाता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जिससे लोगों को नकद बजट तैयार करते समय सावधान रहना होगा बीमा मूल्यह्रास और किराए को छोड़कर सभी किए गए परिचालन खर्चों का भुगतान किया जाता है प्रत्येक माह की शुरुआत में 250 डॉलर का किराया दिया गया है स्पष्ट है इसका मतलब है कि प्रत्येक महीने की शुरुआत में किराये का मूल्य 250 डॉलर की दर से भुगतान किया जाएगा और बिक्री के अतिरिक्त10 प्रतिशत को तिमाही में तिमाही के अंत में महीने की 10 को दिया गया है ठीक है अब उदाहरण के लिए आपको यहां दो तिमाहियों के बारे में जानकारी दी गई है एक वह बिक्री है जो आपको अक्टूबर नवंबर और दिसंबर लिए दी गई है यह एक तिमाही है और फिर जनवरी फरवरी मार्च है यह एक और तिमाही है यदि इस तिमाही पिछली तिमाही की आपकी कुल बिक्री यह आती है कि दिसंबर 2004 तक कुल तिमाही बिक्री में 10000 से ऊपर और अधिक 88000 डॉलर की बिक्री हुई 1000010000 डॉलर से ऊपर और अधिक बिक्री कितनी होगी और यह 78000 होगीजोकि कुल 88000 में से 10000 कह कर के हैं आप बस उसे भूल गए तो 10000 से ऊपर और अधिक की अतिरिक्त बिक्री क्या है 78000 उसका 10 प्रतिशत 7800 जमा 250 का सामान्य मासिक किराया जनवरी के महीने के लिए नकद बजट में लिया जाएगा इसी तरह अप्रैल के महीने में जब कंपनी फिर से बजट तैयार करेगी तब फिर से 250 और 10 हजार से अधिक की बिक्री अप्रैल के महीने में मानी जाएगी इसलिए तिमाही में हमें नकद बजट तैयार करते समय इसे भी ध्यान में रखना होगा सही है ना फिर अगली किस्त का निपटारा 10 जनवरी को होने वाला है कंपनी की योजना मार्च के महीने में नकद में 3000 डॉलर के कुछ नए फिक्स्चरस खरीदने की है यह फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और नकद बजट तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य है है ना 500 डॉलर के गुणक में पैसा उधार लिया और चुकाया जा सकता है हमें नकद बजट तैयार करते समय नकदी बजट बनाना होगा हम देखेंगे जैसा कि हमने पिछले मामले में देखा हमने देखा है कि महीने के अंत में जब हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि परिचालन के लिए समापन शेष के लिए नकदी का न्यूनतम शेष या नकदी का न्यूनतम वांछित शेष रखकर शुरुआती शेष से कितना नकद उपलब्ध है वर्तमान महीने में परिचालन के लिए कुछ शेष उपलब्ध होगा और फिर हम देखेंगे कि बिक्री या बिक्री संग्रह से कितना नकद उपलब्ध होगा और अलग अलग परिचालन खर्चों के लिए अलग अलग खातों पर कितना नकद भुगतान करना होगा और शुद्ध अंतर कितना होने वाला है इसलिए यदि प्राप्तियां खर्च या संवितरण से अधिक होने जा रही हैं तो निश्चित रूप से नकदी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि इसका उल्टा हो रहा है कि आपकी प्राप्तियां किसी भी महीने में होने वाले संवितरण की तुलना में कम हैं तो निश्चित रूप से हमें बैंक से उधार लेने की जरूरत है तो यहां उधार लेने की शर्त यह है कि उधार 500 डॉलर के गुणांक में होना चाहिए ठीक है और अब ब्याज दर क्या है ब्याज दर वह अपेक्षित ब्याज दर है जो बैंकरों द्वारा प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से वसूल की जाएगी प्रबंधक उधार को कम करना चाहते है और तेजी से चुकाना चाहता है ब्याज की गणना की जाती है और भुगतान किया जाता है फिर मूल को चुकाया जाता है वही शर्त जो हमने पिछले मामले में देखी थी कि अगर कोई अधिशेष राशि है तो हमें उधार वापस करने के लिए उस राशि का उपयोग करना होगा जोकि दो भागों में बांटी जाएगी मूल धन और ब्याज घटक और उधार या उधार के एक हिस्से को ब्याज सहित वापस चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा मान लें कि उधार शुरुआत में होते हैं और महीने के अंत में पुनर्भुगतान होते हैं जो महीने के अंत में दिए गए महीने में स्वाभाविक है धन को उसी महीने के शुरुआत में उधार और अंत में चुकाया नहीं जाता है तो शुरुआत में महीने की शुरुआत में उधार लेना और अगले महीने के अंत में पुनर्भुगतान उसी महीने की शुरुआत में शुरुआत में उधार लेना और एक ही महीने के अंत में पुनर्भुगतान कभी नहीं होगा निकटतम डॉलर के लिए ब्याज की गणना करें मतलब कि पूर्ण डॉलर का निकटतम मूल्य कुछ भी छुट्टे में नहीं निकटतम डॉलर के लिए ब्याज की गणना करें उसके बाद हमें यहाँ बैलेंस शीट दी गई है बैलेंस शीट में हमें यह जानकारी दी जाती है कि यह चल निधि के क्रम में है सबसे पहले सबसे अधिक तरल संपत्ति दी जाती है सबसे अधिक तरल मौजूदा संपत्ति दी गई है जो कि नकदी है फिर हम प्राप्य खाता राशि दी जाती है फिर हमें अतिरिक्त सामग्री दी जाती है फिर हमें अनपेक्षित बीमा दिया जाता है फिर हमें अचल संपत्तियां दी जाती हैं इस बैलेंस शीट का कुल मूल्य कितना है दूसरी तरफ 70550 डॉलर है हमें देनदारियां फिर से तरलता के क्रम में दी जाती हैंसबसे तरल देनदारी शीर्ष पर है जोकि 35500 का देय खाता हैं लाभांश देय 1500 और किराया देय 7800 है तो अब यह हमारे पास उपलब्ध बैलेंस शीट है तो आपको संपत्ति दी गई है कितनी 70550 डॉलर आपको देनदारियां दी गई हैं जो कि 44850 हैं तो अंतर क्या है अंतर पूँजी हैसही क्योंकि लेखांकन समीकरण है और यह लेखांकन समीकरण यह है कि हम उस लेखांकन समीकरण को कैसे लिखते हैं वह यह है कि संपत्तियां देनदारियों और पूँजी के जोड़ के बराबर है तो ऐसा ही यह है आपको संपत्तियों के बारे में जानकारी दी गई है कितनी संपत्ति जानकारी दी गई है जो 70550 हैं यह 70550 डॉलर मूल्य के बराबर की संपत्ति है हमें देनदारियों की कितनी जानकारी दी गई हैं हमें दी गई देयता की जानकारी 44850 है और साथ ही सी है इसलिए आप आसानी से सी का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं जो कहीं 70550 मे से 44850 घटाकर होगा तो यह सी या इक्विटी पूँजी का मूल्य होगा जिसे आप आसानी से जान सकते हैं इसलिए हमें अंतिम विवरण जो कि एक बजटीय बैलेंस शीट है को तैयार करते समय इक्विटी पूँजी के मूल्य की आवश्यकता होगी ठीक है अंत में आपको बिक्री के पूर्वानुमानित बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है तो हमें दो तिमाहियों के लिए बिक्री दी गई है एक वास्तविक बिक्री है जो कि हुई है ये अभी हुई बिक्री हैं जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में हुई हैं और फिर आने वाली तिमाही के लिए पूर्वानुमानित बिक्री जोकि जनवरी फरवरी मार्च के लिए है तो हमें ये बिक्री दी जाती है और फिर हमें कुछ मामलों में पिछली बिक्री का उपयोग करना होगा और कुछ मामलों में पूर्वानुमानित बिक्री का उपयोग करना होगा और आखिरकार आपको यहां क्या करना है क्या आवश्यकता है एक मास्टर बजट तैयार करें जोकि जनवरी से लेकर मार्च 2005 के लिए हो जिसमें बजटीय आय विवरण बैलेंस शीट नकदी प्राप्तियां और संवितरण विवरण और सहायक अनुसूचियां शामिल हो तो इसका मतलब है कि इस तिमाही जनवरी से मार्च तक इस तिमाही के लिए हमें बजट तैयार करना होगा दोनों परिचालन बजट और वित्तीय बजट पिछले मामले की तरह परिचालन बजट का अंत बजट आय विवरण या बजटीय लाभ और हानि खाता होगा और वित्तीय बजट का अंत बजटीय बैलेंस शीट होगी और फिर दूसरी आवश्यकता है यह विस्तार से बताने की कि बैंक उधार की आवश्यकता क्यों है और कौन से परिचालन स्रोत बैंक उधार के पुनर्भुगतान के लिए नकद प्रदान करते हैं सही तो ये दो शर्तें हैं जिन्हें हमें पूरा करना था मतलब की इन दो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जानकारी को उत्पन्न करना है पहले एक प्रमुख आवश्यकता है जोकि मास्टर बजट की तैयारी है तो अब पहले इसका मतलब कि मैं यह करूं मैं इसे शुरू करने का प्रयास करुंगा यदि आप इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो आप इस मामले को इस जानकारी को पढ़ते हैं सबसे पहले शायद एक बार नहीं बल्कि दो या तीन बार और स्पष्ट होगा कि आवश्यकताएं क्या हैं मामले में दी गई जानकारी क्या है और हमें उस जानकारी का उपयोग कैसे करना है ताकि आवश्यक अनुसूचियां और बजट आय विवरण बजटीय नकदी विवरण और फिर बजटीय बैलेंस शीट तैयार किया जा सके ठीक है इसलिए यदि मैं क्या हूं मैं सभी अनुसूचियां और सभी विवरण में यहां सभी आंकड़े कैसे ले रहा हूं यदि आप फिर से स्पष्ट नहीं हैं जितनी बार आप चाहते हैं इस मामले को पढ़ें तो पहले आप इस जानकारी को समझें यही कारण है कि मैंने इसे पढ़ा सब कुछ और कुछ महत्वपूर्ण था मैं स्पष्ट करता हूं यहां स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं और फिर मैं अब इसे करने जा रहा हूं ताकि हम स्पष्ट रूप से समझ सकें कि मास्टर बजट कैसे तैयार किया जाए ठीक है तो इसके बाद अब हम नया पन्ना खोलेंगे और हम बजट तैयार करना शुरू कर देंगे और यदि हम पिछले बार की तरह बजट तैयार करना शुरू करते हैं तो हमें अब अनुसूची के साथ शुरुआत करनी होगी और अनुसूची जिसका यहां उपयोग करना होगा यह कुछ ऐसा है जैसे पिछले छोटे मामले में पिछली समस्या में पहली अनुसूची क्या थी पहली अनुसूची थी बिक्री बजट क्योंकि हमेशा किसी भी समय या किसी भी समय आयाम के लिए किसी भी अवधि कह सकते हैं कि आप बजट बनाते हैं शायद बजट लाभ और हानि खाता और बजटीय बैलेंस शीट जोकि बिक्री के पूर्वानुमान के साथ शुरू होती है जोकि हमें व्यापार का स्तर व्यवसाय संचालन का स्तर देता है और उसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी तिमाही के लिए हम जो भी व्यवसाय करने जा रहे हैं उसके परिणाम लाभ और हानि के संदर्भ में क्या होंगे और अंत में कैसे वह तिमाही व्यवसाय आपकी बैलेंस शीट को प्रभावित करने वाला है ठीक है इसलिए हम जिस पहली चीज के साथ शुरू कर रहे हैं वह अनुसूची के साथ है और वह पहली अनुसूची है पहली अनुसूची क्या है बिक्री की अनुसूची या बिक्री बजट कह सकते हैं इसलिए हम बिक्री बजट के साथ शुरुआत करेंगे यह पहली अनुसूची है जो हम तैयार कर रहे हैं तो यह पहली अनुसूची है जिसे हम यहां तैयार कर रहे हैं और यह बिक्री का बजट सही है फिर से हमें उसी कॉलम विवरण को बनाना होगा फिर महीने हैं तो यहां तिमाही महीने क्या हैं जनवरी फिर यह फरवरी है और फिर मार्च है ठीक है ये तीन महीने हैं अब फिर से वापस जाओ मैं आपको फिर से मामले में ले जाऊंगा और बिक्री के साथ क्या स्थिति है बिक्री हमें सही दी गई है जनवरी महीने के लिए बिक्री 62000 है फरवरी के लिए बिक्री 75000 है और मार्च के लिए बिक्री 38000 डॉलर है सही हैं तो आइए हम इन बिक्री को यहां रखें बिक्री या आप इसे मासिक बिक्री मासिक बिक्री कह सकते हैं और आप इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं ताकि आप इसे हमेशा याद रखें कि यह है 100 प्रतिशत उधार पर है 100 प्रतिशत उधार पर सही तो यहां बिक्री कितनी है डॉलर मैं यहां बिक्री के संदर्भ में इकाइयां ऑस्ट्रेलियाई डॉलर डाल रहा हूं इसलिए हम इन्हें यहां एक बार शीर्ष पर डाल रहे हैं और वह राशि कितनी है जनवरी में 62000 डॉलर के बराबर है फरवरी मैं बिक्री 75000 डॉलर के लिए पूर्वानुमानित बिक्री हैं और फिर हमारे पास यह बिक्री है 38000 डॉलर की सही है तो आप इसे बंद कर देते हैं ये आपकी कुल बिक्री हैं कुल मासिक बिक्री कितनी होने वाली है 62000 75000 और यह 38000 डॉलर सही है सरल अनुसूची बहुत सरल अनुसूची आगे कोई जानकारी नहीं कुछ भी नहीं पहले वाले मामले में हमें क्या आवश्यकताएं दी गई थी इस तरह की जानकारी थी कि बिक्री नकद पर 10 प्रतिशत है और शेष उधार पर हैं तो हमें इसे इतना नकद बिक्री की तरह लेना था इतना उधार बिक्री की तरह इस मामले में हमें केवल बहुत ही सरल जानकारी दी गई है कि सभी बिक्री सौ प्रतिशत नकदी पर है उधार में कुछ भी नहीं है और अगर आप कुल मासिक बिक्री की गणना करते हैं तो ये कुल मासिक बिक्री उसी राशि की तरह आ रही है जोकि 100 प्रतिशत उधार पर 62000 डॉलर 75000 डॉलर और 38000 डॉलर है यह बहुत सरल पहली अनुसूची है और हमने इस अनुसूची को पूरा कर लिया हैं अब दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण अनुसूची है और यह अनुसूची बिक्री संग्रहनिय बजट बिक्री वसूली बजट बिक्री संग्रहनिय बजट है ठीक है फिर हमें यह जानकारी नहीं डालना है हम समान अनुसूची तैयार कर रहे हैं मतलब की समान शीर्षक या इसी तरह के महीनों के के लिए तैयार कर रहे हैं इसलिए अब हमें बिक्री संग्रह के लिए जाना होगा अब 100 प्रतिशत बिक्री उधार पर है और उधार अवधि है यहां दी गई उधार अवधि क्या है 30 दिनों की उधार अवधि पर यह हमें दिया जाता है कि उधारी बिक्री और उधार अवधि पर है सभी बिक्री 30 दिनों के भीतर देय उधार पर हैं लेकिन अनुभवों से पता चला है कि चालू महीने में 60 बिक्री चालू माह में एकत्र की जाती है हम 30 दिनों की उधार अवधि दे रहे हैं लेकिन 60 प्रतिशत बिक्री चालू महीने के अंत में संग्रहणीय है 60 प्रतिशत बिक्री का 30 प्रतिशत अगले महीने के अंत तक एकत्र किया जाएगा और केवल 10 प्रतिशत बिक्री अगले महीने के संग्रह तक जाएगी तो यह शर्तें हैं तो हम यहां कैसे लिखेंगे बिक्री संग्रह वर्तमान महीने का 60 प्रतिशत है तो वर्तमान महीने की बिक्री का 60 प्रतिशत क्या है आपकी कुल बिक्री 62000 है और चालू महीने की बिक्री का 60 प्रतिशत कितना है जो कि 37200 डॉलर के मूल्य के बराबर है जनवरी के महीने में हम एकत्र करने जा रहे हैं फिर 30 प्रतिशत है पिछले महीने की बिक्री का 30 प्रतिशत पिछले महीने की 30 प्रतिशत बिक्री तो जनवरी के महीने में पिछले महीने की बिक्री क्या थी पिछले महीने की बिक्री जनवरी के महीने में कितनी है पिछला महीना दिसंबर है और दिसंबर की बिक्री का 30 प्रतिशत जनवरी के महीने में एकत्र किया जाएगा तो यह राशि हमारे लिए कितनी आती है यह राशि 7500 है और फिर दूसरे पिछले महीने की बिक्री का 10 प्रतिशत दूसरे पिछले महीने की तो यहां दूसरा पिछला महीना क्या है नवंबर नवंबर की बिक्री कितनी है नवंबर की बिक्री जो आपको दी गई है वह फिर से 25000 है और यह 10 प्रतिशत से 2500 डॉलर का मूल्य है तो ये जनवरी के महीने में यहां कुल वसूली हैं यह बिक्री संग्रह होने जा रहा है अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह कितना काम करता है कुल महीने कुल संग्रह कुल बिक्री संग्रह कितना होने जा रहा है 47200 डॉलर 47200 मूल्य के संग्रह जनवरी के महीने के अंत तक बिक्री से संभव होंगे इसी तरह अब हम अगले भाग के लिए जाते हैं और वह फरवरी का महीना है फरवरी के महीने में कितना संग्रह होने वाला है चालू महीने की बिक्री का 60 प्रतिशत और चालू महीने की बिक्री का 60 प्रतिशत हिस्सा कितना है 45000 डॉलर पिछले महीने की बिक्री का 30 प्रतिशत कितना आता है 18600 सही है और तब फिर से 2500 है इसलिए फिर से इसके लिए कुल संग्रह क्या है डॉलर 66100 सरल है ठीक अब आप मार्च के संग्रह के लिए जाते हैं मार्च का संग्रह कितना होने वाला है मार्च का संग्रह चालू माह की बिक्री का 60 प्रतिशत 38000 डॉलर के रूप में हो रहा है पिछले महीनों का 30 प्रतिशत 22500 और फिर 6200 पिछले महीने का 10 प्रतिशत है तो इसका मतलब है कि कितना है यह जनवरी के महीने के लिए 62000 होने जा रहा है जिसे एकत्र किया जाएगा इसका 10 प्रतिशत मार्च में एकत्र किया जाएगा तो यह 66200 आता हैठीक है तो इस महीने में यहां कुल संग्रह क्या हैं यह 51500 हो रहा है ठीक है इसलिए अब इसे बंद करें यह अनुसूची भी पहले से ही है तो हमने जनवरी के महीने में 62000 डॉलर फरवरी में 75000 डॉलर और मार्च के महीने में 38000 डॉलर की कीमत का बेचा संग्रह की शर्त को देखते हुए बिक्री संग्रह की शर्त 60 प्रतिशत 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तीन महीनों में विभाजित है आपका संग्रह जनवरी के महीने में कुल संग्रह 47200 होगा फरवरी के महीने में यह 66100 और मार्च के महीने में 51500 डॉलर हो जाएगा सही है तो ये दो अनुसूचियां हमारे पास तैयार हैं अब हमें अगली अनुसूची पर जाना होगा और वह अनुसूची यह है अब क्योंकि यदि आप बेचना चाहते हैं तो आपको उत्पादन करना होगा और यदि आपको निश्चित रूप से उत्पादन करना है तो हमें कुछ इनपुट चाहिए और पहला बड़ा इनपुट क्या है वह कच्चा माल ख़रीद है इसलिए हमें कच्चे माल की ख़रीद के लिए जाना होगा पहले हम ख़रीददारी के लिए जाएंगे इसलिए हम ख़रीद अनुसूची तैयार करेंगे और फिर मामले में दी गई शर्तों को देखते हुए ख़रीद संवितरण कार्यक्रम तैयार करेंगे और फिर अंत में हम इन अनुसूची से इन सभी सूचनाओं को नकद बजट और फिर संबंधित अन्य विवरण में ले जाएंगे इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम अगले पृष्ठ पर अगले पत्रक पर जाएँगे और अब हम ख़रीद का बजट तैयार करेंगे ख़रीद बजट के मामले में फिर से वही काम करेंगे इसलिए ख़रीद बजट फिर से है यह एक और अनुसूची ख़रीद बजट अनुसूची है और इस मामले में भी कॉलम है जैसे विवरण होगा तब फिर से जनवरी महीना फिर फरवरी है और फिर यह मार्च सही है तोयह विवरण जनवरी फरवरी और मार्च हैं इसलिए यदि आप उस अनुसूची को याद करते हैं जोकि हमने ख़रीद अनुसूची ख़रीद बजट तैयार किया है जिसे हमने पहले ही मामले में तैयार कर लिया है इसलिए हमने जिसके साथ शुरू किया है वह है वांछित समापन अतिरिक्त सामग्री उसी सूत्र का उपयोग करके हम ख़रीद की मात्रा का पता करेंगे साधारण समीकरण यह है कि समापन अतिरिक्त सामग्री जमा बेचे जाने वाले सामान की लागत उसमें से शुरुआती अतिरिक्त सामग्री को घटाकर यह हमें ख़रीद की मात्रा देने जा रहा है जो कि हम एक महीने में करने जा रहे हैं या कह सकते हैं कि समायोजित महीने में कर रहे हैं या वर्तमान महीने में इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि यहां मामले में क्या शर्तें दी गई हैं इसलिए यदि आप ख़रीद की स्थिति को देखते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि क्या ख़रीद होने वाली है व्यापारिक माल की कीमत क्या है व्यापारिक माल की कीमत व्यापारिक माल का मतलब है कच्चे माल की लागत व्यापारिक माल की लागत सिर्फ 50 प्रतिशत है 4 डॉलर प्रति पतंग ठीक है इसलिए हमें उस बात को ध्यान में रखना होगा या यह ध्यान रखना होगा कि ख़रीद लागत 4 डॉलर है सामग्री की लागत आधी है जो कि बिक्री मूल्य के 8 डॉलर की तुलना में है और फिर हमें यह पता लगाना होगा कि क्या यह 50 प्रतिशत है मतलब कच्चे माल की लागत बिक्री की राशि का 50 प्रतिशत है तो हम एक महीने में कितनी ख़रीददारी करने जा रहे हैं समापन अतिरिक्त सामग्री के साथ शुरू करते हुए वांछित समापन अतिरिक्त सामग्री जिसे हम उस महीने में रखना चाहते हैं और फिर हम कितना वर्तमान माह में बेचे जाने वाले सामान की लागत रखने वाले हैंशुरूआती अतिरिक्त सामग्री कितनी उपलब्ध है पिछले महीने की समापन अतिरिक्त सामग्री क्या है और फिर अंत में हम उस महीने के लिए ख़रीद की राशि का पता लगा पाएंगेठीक है तो अब हमने अनुसूची को तैयार कर लिया है और इस अनुसूची के अनुसार या इस अनुसूची में दिए गए कॉलम के अनुसार हम ख़रीद अनुसूची या ख़रीद बजट तैयार करेंगे और फिर हम हर महीने यानी जनवरी फरवरी और मार्च में क्या मासिक ख़रीद की राशि है और उसके अनुसार तदनुसार मामले में दी गई शर्तों के अनुसार हम अगली अनुसूची के लिए जाएंगे जोकि ख़रीद संवितरण बजट है इसलिए ख़रीद बजट और ख़रीद संवितरण बजट और अन्य विवरण है मैं अगली कक्षा में आपके साथ तैयार करुंगा और चर्चा करुंगा